आइए हम क्रैक टिप स्ट्रेस और डिस्पैसमेंट फ़ील्ड्स पर अपनी चर्चा जारी रखें हमने विस्तार से देखा था कि थ्योरी ऑफ़ इलास्टिसिटी के सिद्धांत में एक बार जब स्ट्रेस फंक्शन निर्दिष्ट हो जाता है तो समस्या पूरी तरह से हल हो जाती है और मोड I लोडिंग के तहत एक क्रैक की समस्या के मामले में ऐरीज स्ट्रेस फंक्शन Re Z y Im Z के रूप में दिया जाता है Z एक वेस्टरगार्ड स्ट्रेस फंक्शन है मोड I समस्या के मामले में हमें अभी यह देखना है कि इसका रूप क्या है लेकिन पिछली कक्षा में हमने जो किया था हमने विस्तार से देखा था कि हमने जो भी फंक्शन लिया है वह वास्तव में बाय हार्मोनिक समीकरण को संतुष्ट करता है ⍢40 है और इस प्रक्रिया में हमने सभी डिफरेंशियल विकसित किए हैं ∂ ∂ x ∂ 2∂ x2 ∂ 3∂ x3 ∂ 4∂ x4 वास्तव में यदि आपने पिछली कक्षा में कोई क्लेरिकल एरर की है तो आप उन्हें देख सकते हैं और उन्हें उचित रूप से संपादित कर सकते हैं और जब आप यहां देखते हैं तो यह ∂ 2∂ x2 Re Zy Im Z के रूप में दिया जाता है यह सीधे आपको स्ट्रेस कंपोनेंट सिग्मा y देता है और ∂ 2∂ y2 आपको स्ट्रेस कंपोनेंट सिग्मा x देगा और हमने जो देखा वह था जब आप इन्हें बाय हार्मोनिक में उचित रूप से प्रतिस्थापित करते हैं तो बाय हार्मोनिक समीकरण संतुष्ट होता है इसलिए हमने सुनिश्चित किया है कि हम एक स्ट्रेस फंक्शन के साथ काम कर रहे हैं जो समाधान के लिए एक वैध कैंडिडेट है इस स्तर पर आइए इसे इस तरह देखें हम सीमा स्थिति भी देखेंगे फिर हम उस समाधान की तुलना प्राप्त प्रयोगों के साथ करेंगे जो हमने स्ट्रेस फील्ड से प्राप्त किया था फिर हम जांच करेंगे कि हमें किस प्रकार के सुधार करने की आवश्यकता है उस स्तर पर हम वापस आएंगे और एक बहुत ही फंडामेंटल प्रश्न उठाएंगे कि हमने जो स्ट्रेस फंक्शन चुना है वह वास्तव में व्यापक है या नहीं इसलिए हम उस प्रश्न को कुछ समय के लिए स्थगित रखेंगे फिर हम समस्या को परिभाषित करने के लिए आगे बढ़ते हैं हमें सीमा की स्थिति को देखना होगा और मैंने विज़ुअलाइज़ेशन उद्देश्य के लिए उल्लेख किया था आप देखे क्रैक फेसेस एलिप्स की तरह खुलते हैं और मैंने यह भी कहा कि एलिप्स और क्रैक की समस्या के बीच घनिष्ठ संबंध है एक बार जब हम डिस्पैसमेंट फील्ड समीकरण विकसित कर लेते हैं तो हम गणितीय रूप से जाकर यह पता लगाएंगे कि क्रैक कैसे खुलती है और हम यह भी देखेंगे कि हमें किस प्रकार का कर्व मिलने वाला है ये सीमा शर्तें बहुत आसान और सरल हैं तो क्रैक फेसेस पर आपको सिग्मा y0 और टाउ xy0 होना चाहिए अनंत पर हमने पहले ही नोट कर लिया है कि हम एक बायएक्सियल स्ट्रेस फील्ड लागू कर रहे हैं इसलिए इसे संतुष्ट होना चाहिए और जब वेस्टरगार्ड ने 1939 में अपने समाधान की सूचना दी तो उन्होंने वास्तव में समस्याओं के एक परिवार पर विचार किया जिसमें x के किसी भी मान के लिए y0 है इन प्लेन शीयर स्ट्रेस 0 होना चाहिए वास्तव में उन्होंने एक ही पेपर में लगभग 8 या 9 समस्याओं का एक सेट हल किया उन्होंने पारंपरिक समस्याओं के साथ साथ क्रैक्स की समस्या सिंगल क्रैक्स की समस्या और मल्टीपल क्रैक्स की समस्या को हल किया और एक इनफाइनाइट स्ट्रिप में सेंटर क्रैक के मामले के लिए उन्होंने किस प्रकार का स्ट्रेस फंक्शन प्रस्तावित किया था स्ट्रेस फंक्शन Zzz2 a2 है आपको पता है यह स्ट्रेस फंक्शन बहुत ही सरल दिखता है और यदि आप मोड II के साथ साथ मोड III को भी देखें तो फॉर्म अभी भी बना हुआ है यह वेस्टरगार्ड के दृष्टिकोण का सबसे बड़ा लाभ है इतना ही नहीं यह स्ट्रेस फंक्शन सिंगल क्रैक के लिए है इसके सरल संशोधन के साथ वह समान रूप से दूरी वाली क्रैक्स कई क्रैक्स के मामले में स्ट्रेस फंक्शन प्राप्त करने में सक्षम था और यदि आप देखें जब आप एक फाइनाइट बॉडी या सिंगल एज क्रैक या डबल एज क्रैक वाले बॉडी के लिए समाधान खोजना चाहते हैं तो उन सभी के लिए क्रैक्स की सीरीज एक समाधान पर पहुंचने के लिए शुरुआती बिंदु होगी तो वेस्टरगार्ड के दृष्टिकोण की सुंदरता यह है कि उन्होंने स्ट्रेस फंक्शन Z को गढ़ा था सरल संशोधनों के साथ आप विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं बाद की चर्चा में भी हम इसे Z के रूप में रखेंगे और सिग्मा x सिग्मा y टाउ x y के लिए एक्सप्रेशन प्राप्त करेंगे बाद में हम विशिष्ट स्ट्रेस फंक्शन को प्रतिस्थापित करेंगे इस तरह हम आगे बढ़ेंगे और आपको क्या देखना होगा जब आप कहते हैं y0 आपका शियर स्ट्रेस0 होना चाहिए आसानी से संतुष्ट हो जाता है यदि आप शियर स्ट्रेस के लिए मूल एक्सप्रेशन को देखते हैं तो यह yRe Z और कुछ नहीं है इसलिए जब y0 होता है तो शियर स्ट्रेस कॉम्पोनेन्ट स्वतः संतुष्ट हो जाता है हमें यह सत्यापित करना होगा कि क्रैक फेसेस पर सिग्मा y 0 है या नहीं और अनंत पर सिग्मा y और सिग्मा x का क्या होता है और मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया था कि सिग्मा y और सिग्मा x के लिए एक्सप्रेशन दूसरे टर्म का केवल एक साइन परिवर्तन है नहीं तो आपको इस बात की चिंता करनी पड़ेगी कि कैपिटल Z क्या है और कैपिटल Z प्राइम क्या है आपको क्या करना होगा आपको यह सत्यापित करना होगा कि क्या वेस्टरगार्ड के स्ट्रेस फंक्शन से सीमा की स्थिति संतुष्ट है या नहीं वास्तव में आपको समाधान पहले ही मिल गया है हम केवल फिर से सत्यापित कर रहे हैं कि समाधान सही है या नहीं क्योंकि सीमा स्थिति को संतुष्ट करके हम किसी भी गुणांक का मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं बीम की समस्या के मामले में हमने कई गुणांक देखे और मैंने कहा कि आप सीमा शर्तों को संतुष्ट करके गुणांक का मूल्यांकन करते हैं अब हमारा ध्यान केवल यह पुष्टि करने पर है कि वेस्टरगार्ड द्वारा प्राप्त समाधान सही है या नहीं और आपको क्या देखना होगा मुझे यह पता लगाना है कि क्रैक फेसेस पर सिग्मा y क्या है और इसके दो टर्म्स हैं पहला टर्म रियल पार्ट ऑफ़ Z है और दूसरा टर्म y इमेजिनरी पार्ट ऑफ़ Z प्राइम है क्रैक फेस पर y0 है इसलिए दूसरा टर्म 0 हो जाता है तो मुझे जाकर पता लगाना होगा कि क्रैक फेसेस पर रियल पार्ट ऑफ़ Z मौजूद है या नहीं अगर मैं यह दिखाने में सक्षम हूं कि आपके पास केवल इमेजिनरी पार्ट ऑफ़ Z होगा तो मेरा काम हो गया और वाकई ऐसा ही है क्योंकि आप क्रैक फेसेस पर ले रहे हैं x माइनस a से प्लस a के बीच है और जब आप इस एक्सप्रेशन को देखते हैं z2 a2 यह इमेजिनरी है देखें कि चर्चा करते समय मैं एक दूसरे के स्थान पर z या Z का उपयोग करता हूं इसलिए संदर्भ के आधार पर आप एक व्याख्या करते हैं लेकिन फिर भी जब आप लिखते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप z और Z के बीच अंतर करते हैं अन्यथा आप वास्तव में भ्रमित हो जाएंगे तो अब हम जो दिखा सकते हैं वह है क्रैक फेसेस पर सिग्मा y 0 है और साथ ही शियर स्ट्रेस 0 है इसलिए सीमा स्थिति 1 पूरी तरह से संतुष्ट है और आइए हम सीमा स्थिति 2 को देखें हम यह देखने जा रहे हैं कि फार फील्ड में क्या होता है इसका मतलब है z अनंत तक पहुंचता है या दूसरे शब्दों में z a से बहुत बड़ा है तो मैं इस एक्सप्रेशन को z के करीब सरलीकृत कर सकता हूं तो इसका मतलब है किस्ट्रेस फंक्शन का क्या होता है स्ट्रेस फंक्शन सिर्फ एक नंबर सिग्मा बन जाता है यह कॉन्स्टन्ट है यह Z का फंक्शन नहीं है इसलिए जब यह Z का एक फंक्शन नहीं है तो Z प्राइम 0 है क्योंकि यदि आप सिग्मा x या सिग्मा y के एक्सप्रेशन को देखते हैं तो आपको यह जानना होगा कि Z क्या है और Z प्राइम क्या है अब हम उन सभी को अनंत पर जानते हैं तो जब आप इसे देखते हैं तो सिग्मा x के लिए एक्सप्रेशन Re Z y Im Z के रूप में दी जाती है जो सिग्मा में जाती है और दूसरे टर्म में केवल एक छोटा सा साइन परिवर्तन है सिग्मा y भी सिग्मा बन जाता है तो यह आपको ध्यान में रखना होगा आपको इसे कभी नहीं भूलना चाहिए यह कदम स्पष्ट रूप से बताता है कि वेस्टरगार्ड का समाधान वास्तव में एक बायएक्सियल टेंशन नमूने में एक सेंटर क्रैक के लिए है यह एक यूनिएक्सियल स्ट्रेस के अधीन नहीं है आपकी सीमा की स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि आप वास्तव में एक बाय एक्सियल समस्या को देख रहे हैं बाय एक्सियल टेंशन वह भार है जिसे आपने लगाया है और शियर स्ट्रेस स्पष्ट रूप से 0 है क्योंकि अनंत पर Z प्राइम 0 है और हम पहले ही देख चुके हैं y0 tau xy 0 है तो सभी तीन सीमा शर्तें संतुष्ट हैं देखिए अभी तक समाधान कैसा दिखता है आप जानते हैं मेरे पास Z है क्रैक फेसेस पर जो हुआ मैं उसे संतुष्ट कर रहा हूं और अनंत पर जो हुआ मैं उसे संतुष्ट कर रहा हूं तो इसका मतलब है यह आपको एक झलक देता है कि इस स्तर पर आपको जो समाधान मिलता है वह पूरे क्षेत्र के लिए मान्य है यह एक क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन की तरह भी है फिर फर्क कहाँ आता है हम जल्द ही देखेंगे ओरिजिन शिफ्टिंग हम ऐसा क्यों कहते हैं कि हम निकट टिप स्ट्रेस फील्ड या बहुत निकट टिप स्ट्रेस फील्ड की बात कर रहे हैं तो वह आता है जब मैं ओरिजिन स्थानांतरण करता हूं हमने जो भी स्ट्रेस फंक्शन देखा है वह एक्सिस x y के लिए दिया गया है जहां ओरिजिन क्रैक टिप के सेंटर में है अब हम इस ओरिजिन को क्रैक टिप पर स्थानांतरित करते हैं और आपके विज़ुअलाइज़ेशन में सहायता के लिए हमने यह भी रखा है आपको y एक्सिस पर टेंशन के साथ साथ x एक्सिस में टेंशन है तो यह अनंत पर बाए एक्सियल टेंशन के अधीन है सिर्फ इसलिए कि लोगों ने एक गोलाकार छेद वाली प्लेट की समस्या को हल किया एक एलिप्टिकल छेद वाली प्लेट यूनी एक्सियल टेंशन के साथ ग्रिफिथ ने जब उन्होंने एनर्जी रिलीज रेट विकसित की तो उन्होंने एक टेंशन स्ट्रिप में सेंटर क्रैक ली लोगों ने आँख बंद करके यह निष्कर्ष निकाला कि वेस्टरगार्ड समाधान एक सेंटर क्रैक के साथ यूनीएक्सियल टेंशन स्ट्रिप के लिए भी है एसा नही है हमने सीमा की स्थिति को देखा है हमने खुद को फिर से आश्वस्त किया है कि यह वास्तव में एक बाय एक्सियल टेंशन के लिए है अब अगर हमें स्ट्रेस फील्ड हासिल करना है तो मुझे यह कदम उठाने की जरूरत है और यह संशोधन हमें कैसे प्रभावित करता है इसलिए जब आप z z0a से प्रतिस्थापित करते है जहां z0 यह क्रैक टिप से ली गयी दूरी का माप है आपके वेस्टरगार्ड का स्ट्रेस फंक्शन बदल जाएगा और यह कुछ इस तरह होगा इंजीनियरों के रूप में हम क्या करेंगे हम क्रैक टिप के नियर विकनिटी में स्ट्रेस फील्ड का पता लगाना चाहते हैं उसके लिए हम जो करने जा रहे हैं वह यह है कि हम क्रैक की लंबाई की तुलना में z0 बहुत बहुत छोटा लेने जा रहे हैं तो जो भी समाधान मैं कोशिश कर रहा हूं उस मामले के लिए जब मेरा डोमेन बहुत छोटा है क्रैक टिप के करीब है इसलिए जब मैं ऐसा करता हूं तो इस एक्सप्रेशन को सरल बनाया जा सकता है और आप बस इस Z को z0a लिख सकते हैं जो सिर्फ a हो जायेगा क्योंकि z0 छोटा है और जब आप कहते हो कि z0 छोटा है z02बहुत बहुत छोटा होगा इसलिए हम इसे खत्म कर देंगे तो मेरे पास केवल सिग्मा a होगा जो a2z0a होगा जिसे इस तरह से पुन व्यवस्थित किया जा सकता है देखिए आपको इन स्टेप्स को देखने में बहुत सावधान रहना होगा हमने सीमा स्थिति देखी है सीमा स्थिति ने दिखाया है कि आप वास्तव में एक बाय एक्सियल टेंशन समस्या की तलाश में हैं वही नंबर वन है लेकिन जब हम वास्तव में स्ट्रेस क्षेत्र का पता लगाना चाहते हैं तो हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि जिस डोमेन में हम समाधान खोजना चाहते हैं वह क्रैक की लंबाई की तुलना में बहुत छोटा है और हम सरल करते हैं तो इस स्तर पर हम इस स्ट्रेस फंक्शन के साथ जो भी समाधान प्राप्त करने जा रहे हैं वह केवल क्रैक टिप के बहुत करीब मान्य होगा तो यह उस अर्थ में एक क्लोज्ड फॉर्म समाधान नहीं है जिसे आप थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी में देखते है यह केवल एक निकट क्षेत्र समाधान है और अब आपको और सरलीकरणों को देखना होगा हम एक नए पैरामीटर K का परिचय भी देंगे क्योंकि हम मोड I स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं हम इसे KIa मानेंगे मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि इरविन ने अपने सहयोगी किज़ के सम्मान में इसकी शुरुआत की थी आपके पास एक टर्मिनोलॉजी a है आप जानते हैं यदि आप फ्रैक्चर मैकेनिक्स साहित्य को देखें लोगों ने बहस की है कि इसमें को शामिल किया जाना चाहिए या नहीं लोगों ने सोचा कि सिग्मा रूट भी पर्याप्त होगा यहाँ एक विचारधारा है क्योंकि आपको यह भी पता होना चाहिए कि के बिना भी इस पर चर्चा हो सकती थी और पूरे फ्रैक्चर मैकेनिक्स का विकास हो सकता था लेकिन रहने के लिए है क्योंकि इरविन ने इसे इसी तरह परिभाषित किया है तो इस संशोधन के साथ स्ट्रेस फंक्शन को भी रीकास्ट किया जा सकता है इसलिए जब आप इस परिभाषा को प्रतिस्थापित करते हैं तो यह KI2 z0 12 तक समानयन हो जायेगा और z0rei के रूप में लिखा जा सकता है cosi sin के संदर्भ में इसे और सरल बनाया जा सकता है इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे अंत में हम r और थीटा के संदर्भ में स्ट्रेस फील्ड प्राप्त करेंगे यही हम आगे बढ़ रहे हैं और हम स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर क्या है इसकी एक बुनियादी परिभाषा पर भी ध्यान देंगे क्योंकि हमारे पास वेस्टरगार्ड का स्ट्रेस फंक्शन है जिस क्षण मैं इस तरह से स्ट्रेस फंक्शन लिखता हूं आपको पहचानना चाहिए क्योंकि हमने कहा है कि क्रैक की लंबाई की तुलना में z0 बहुत छोटा है यह आपको केवल एक निकट टिप स्ट्रेस क्षेत्र प्रदान करेगा एक बार जब आप Z को जान लेते हैं तो Z प्राइम लिखने के लिए सरल है कोई कठिनाई तो नहीं है और मैंने यह भी उल्लेख किया है एक सेंटर क्रैक की समस्या पर चर्चा करते हुए वेस्टरगार्ड ने स्ट्रेस फंक्शन्स की एक सीरीज भी प्रदान की जिसका उपयोग मल्टीपल क्रैक्स वेज लोड के साथ क्रैक के लिए किया जा सकता है इन सभी को हम अगले अध्याय में देखेंगे डेफिनेशन ऑफ़ SIF उन सभी के लिए आपके पास एक प्रकार का स्ट्रेस फंक्शन होगा तो एक बार एक स्ट्रेस फंक्शन दिया जाता है जिससे स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर के लिए एक्सप्रेशन कैसे पता करें और स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर की मूल परिभाषा क्या है इन दो उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे किस्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर को गणितीय रूप से कैसे परिभाषित किया जाता है इसलिए यदि मेरे पास एक स्ट्रेस फंक्शन Z है और आप ध्यान दें तो इसे क्रैक टिप के संबंध में ओरिजिन के रूप में संदर्भित किया जाना चाहिए यह अंतर करने के लिए कि ओरिजिन स्थानांतरित हो गया है मैं प्रतीक z0 का उपयोग कर रहा हूं यदि स्ट्रेस फंक्शन ज्ञात है तो उसे 2z0 गुणा करें और लिमिट को z0 0 रखे फिर आपको जो भी एक्सप्रेशन मिलेगा वह उस विशेष समस्या के लिए स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर होगा तो यह फिर से वेस्टरगार्ड के दृष्टिकोण से एक फायदा है वे विभिन्न प्रकार की समस्याओं के लिए ऐनालिटिकल एक्सप्रेशन प्रदान करने में सक्षम थे इसलिए लोगों ने महसूस किया कि वे व्यवहार में कुछ स्थितियों में फ्रैक्चर मैकेनिक्स को लागू करने में सक्षम हैं और मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि K के पास MPA रूट मीटर की एक यूनिट्स हैं जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर के हमारे ज्ञान से काफी अलग है जो कि सिर्फ एक संख्या थी स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर के मामले में आपके पास एक बहुत ही मज़ेदार यूनिट है जहाँ आपको चोट पहुँचती है जब आप FPS सिस्टम से SI सिस्टम में यूनिट रूपांतरण करते हैं तो आपको बहुत सावधान रहना होगा यदि आप सावधान नहीं हैं तो आपको गलत परिणाम मिल सकते हैं और फिर हम SIF को गढ़कर इरविन द्वारा योगदान के लाभ को देखेंगे फ्रैक्चर मैकेनिक्स ने एक विशाल छलांग लगाई तो लोगों ने जो महसूस किया वह था एक अवधारणा के रूप में एनर्जी रिलीज़ रेट यह काफी अच्छा था लेकिन मूल्यांकन और संभालना बहुत ही बेकार था दूसरी ओर क्रैक टिप पर ध्यान केंद्रित करके इरविन ने स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर गढ़ा जिसने क्रैक की समस्या को देखने का एक अलग तरीका प्रदान किया इसने अधिक अंतर्दृष्टि प्रदान की और लोग फ्रैक्चर मैकेनिक्स में आगे बढ़ने में सक्षम हुए जल्द ही हम स्ट्रेस फील्ड को देखने जा रहे हैं उसके आधार पर हमारे पास स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर की परिभाषा भी हो सकती है मोड I स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर के लिए आप सिग्मा yy के लिए 0 पर 2r से पूर्व गुणा करते हैं और लिमिट r0 है आपको जो कुछ भी मिलता है वह मोड I स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर है आप मोड II के साथ साथ मोड III के लिए भी लिख सकते हैं और अंतर स्ट्रेस कम्पोनेनेट है जिसे आप देखने जा रहे हैं मोड I के मामले में आप सिग्मा yy को 0 पर देख रहे हैं मोड II के मामले में आप टाउ xy को 0 पर देख रहे हैं जो एक इन प्लेन शीयर स्ट्रेस है मोड III के मामले में आप टाउ yz को 0 पर देखने जा रहे हैं जो कि आउट ऑफ प्लेन शीयर स्ट्रेस है और ये परिभाषाएँ तब उपयोगी होंगी जब आप वास्तव में न्यूमेरिकल मेथड्स विकसित कर रहे हों और आप यह जानना चाहते हैं कि K का मान क्या है इनका उपयोग न्यूमेरिकल सलूशन से पता लगाने के लिए किया जा सकता है कि K कैसे प्राप्त करें वैरी नियर टिप स्ट्रेस फील्ड और अब से आप जानते हैं आपके पास बहुत ही निकट टिप स्ट्रेस फील्ड समीकरणों के रूप में दिया गया शीर्षक होगा जबसे हमने ओरिजिन को स्थानांतरित कर दिया है ओरिजिन को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में हम एक सरलीकरण लाए थे कि क्रैक की लंबाई की तुलना में z0 बहुत छोटा है और थ्योरी ऑफ़ इलास्टिसिटी के सिद्धांत में एक बार फाई ज्ञात हो जाने पर स्ट्रेस कंपोनेंट्स को निर्धारित किया जा सकता है यह सिर्फ अपनी समझ पर फिर से जोर देने के लिए है और स्ट्रेस फील्ड को अब वेस्टरगार्ड स्ट्रेस फंक्शन के रूप में संक्षेपित किया गया है आपके पास सिग्मा x सिग्मा y टाउ xy है जो रियल पार्ट ऑफ़ Z माइनस y इमेजिनरी पार्ट ऑफ़ Z प्राइम है फिर रियल पार्ट ऑफ़ Z प्लस y इमेजिनरी पार्ट ऑफ़ Z प्राइम माइनस रियल पार्ट ऑफ़ Z प्राइम है और इस समस्या के लिए संबंधित ऐरीज स्ट्रेस फंक्शन क्या है यह Re Z y Im Z है यदि आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो यह पूरे फील्ड के लिए मान्य है क्या हम Z को वही चुनते हैं जो वेस्टरगार्ड द्वारा दिया गया था अर्थात zz2 a2 किया जाता है या यह एक नियर फील्ड सॉल्यूशन बन जाता है जब ZKI2z0 होता है और वास्तव में मूल पेपर में वेस्टरगार्ड जब उन्होंने प्रस्तावित किया तो उन्होंने समस्याओं के एक वर्ग के लिए दिखाया स्ट्रेस क्षेत्र इस तरह है यह बहुत सामान्य है यह एक क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन या नियर टिप स्ट्रेस फील्ड सॉल्यूशन बन जाता है जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप Z को कैसे व्यक्त करते हैं यदि आप इसे इस तरह व्यक्त करते हैं तो यह मान्य हैकेवल z0 जो की क्रैक की लंबाई की तुलना में बहुत छोटा है तो यहाँ उसी पर जोर दिया गया है तो आप वास्तव में बहुत नियर टिप स्ट्रेस फील्ड समीकरणों के बारे में बात कर रहे हैं अब हम r और के पदों में एक्सप्रेशन प्राप्त करेंगे यह हम पहले ही देख चुके थे तो मैं ZKI2rcos2 i sin2 लिख सकता हूं आप जानते हैं कुछ क्लासेस के बाद आप इस तरह की एक्सप्रेशन के अभ्यस्त हो जाएंगे और आपको अंततः पहला टर्म याद हो सकता है क्योंकि मेरे लिए स्ट्रेस फील्ड पाने के लिए मुझे यह जानना होगा कि Z और Z प्राइम क्या है अगर मैं उन्हें r और के संदर्भ में प्राप्त करता हूं तो मैं इसे एक्प्रेशन्स में बदल सकता हूं और r और के संदर्भ में स्ट्रेस फील्ड प्राप्त कर सकता हूं Z1 KI2z0 2z0 दिया जाता है और अगर आप पहचानते हैं तो यह और कुछ नहीं बल्कि z032 है इसलिए मैं इसे Z1 KI2z0 2 r32cos32 i sin2 लिख सकता हूं ऐसी एक्सप्रेशन से मेरे लिए स्ट्रेस फील्ड प्राप्त करना संभव है और स्ट्रेस फील्ड को r और के रूप में दिया जाता है और यह इस प्रकार है आपके पास KI2rcos2 1 sin2 sin32 है मैं सराहना करता हूं कि आप अपने कमरे में जाएं और फिर Z और Z प्राइम के मानों को उचित रूप से प्रतिस्थापित करें और सत्यापित करें कि आप प्राप्त करने में सक्षम हैं या नहीं अंतिम एक्सप्रेशन जो मैंने यहाँ दिखाया है दूसरा टर्म 1sin2 sin32है और टाउ xy sin2 cos32 है और यह निश्चित समझ देता है क्रैक टिप के पास क्या होता है देखें कि क्या आप कंपोनेंट्स को देखते हैं सिग्मा x सिग्मा y टाउ xy इस सब की स्ट्रेंथ K के मान से निर्धारित होती है तो फील्ड की स्ट्रेंथ इससे तय होती है यही कारण है कि आप इसे स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर कहते हैं और फील्ड भिन्नता इस r थीटा द्वारा परिभाषित की जाती है परिमाण एक पैरामीटर द्वारा निर्धारित किया जाता है और दूसरा है जब r 0 पर जाता है तो ये मान अनंत तक पहुंच जाते हैं और आपके पास 1r होता है और फ्रैक्चर यांत्रिकी मैकेनिक्स में सिंगुलैरिटी को रूट r सिंगुलैरिटी के रूप में जाना जाता है प्लास्टिसिटी की स्थिति में आपके पास r सिंगुलैरिटी होगी अलग अलग मामलों के लिए सिंगुलैरिटी स्ट्रेंथ अलग अलग होगी लोगों ने इसे नोट किया है और रूट r सिंगुलैरिटी एक बहुत प्रसिद्ध टर्मिनोलॉजी है जिसे आप अक्सर फ्रैक्चर मैकेनिक्स में देखते हैं इलास्टिसिटी समाधान स्ट्रेस फील्ड को 1r में अनंत तक पहुंचने देता है अभी आपके पास जो कुछ है हम स्ट्रेस फील्ड को क्रैक टिप के बहुत करीब लाने में सफल रहे हैं क्योंकि हमने एक अप्प्रोक्सिमेशन लिया z0 जो कि a की तुलना में बहुत छोटा है क्या यह प्रयोगवादियों के लिए उपयोगी है यदि आप इस प्रकार का प्रश्न उठाते हैं तो उत्तर नहीं है क्योंकि इसकी वैधता का क्षेत्र बहुत छोटा है वास्तव में फ्रैक्चर मैकेनिक्स पर पारंपरिक पुस्तकें आपको केवल यही समाधान प्रदान करती हैं वे हायर ऑर्डर टर्म्स पर चर्चा भी नहीं करते हैं वास्तव में हम बाद में कुछ क्लासेस में हायर ऑर्डर टर्म्स विकसित करेंगे क्योंकि अभी हम स्ट्रेस फील्ड फिर डिस्पैसमेंट फील्ड को देखेंगे डिस्पैसमेंट फील्ड से हम अपने एनर्जी रिलीज़ रेट अध्याय पर वापस आएंगे हम देखेंगे कि क्रैक फेज डिस्प्लेसमेंट के आधार पर एनर्जी की गणना कैसे करें और हम स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर और एनर्जी रिलीज़ रेट के बीच एक पहचान भी पाएंगे हम उन सभी को करेंगे फिर मोड II में आएंगे मोड II देखें फिर लंबाई में फ्रैक्चर मैकेनिक्स के लिए हायर आर्डर सलूशन पर चर्चा करें इसलिए हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक आप उस स्तर पर नहीं आ जाते इसकी आवश्यकता है यदि आप प्रयोगात्मक मैकेनिक्स के आधार पर स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर का मूल्यांकन करना चाहते हैं तो हम ऐसा करेंगे जिस महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं जोर देना चाहूंगा वह है वेस्टरगार्ड का समाधान वास्तव में बाय एक्सियल लोडिंग के लिए है यह आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि आपको स्ट्रेस फील्ड क्रैक टिप के करीब मिला है फाइनाइट बॉडी पॉब्लेम्स के लिए प्रयोगात्मक रूप से देखे गए स्ट्रेस फील्ड को मॉडल करने के लिए केवल सिंगुलर स्ट्रेस फील्ड समाधान का उपयोग पर्याप्त नहीं पाया गया देखिए थ्योरी ऑफ़ इलास्टिसिटी का सिद्धांत केवल अनंत ज्योमेट्री के लिए समाधान प्रदान कर सकता है सभी व्यावहारिक ज्योमेट्री फाइनाइट हैं अंततः मुझे एक फाइनाइट ज्योमेट्री के लिए समाधान प्राप्त करना होगा क्योंकि समाधान क्रैक टिप के बहुत करीब है लोगों ने इसे फाइनाइट ज्योमेट्री के लिए भी एक्सट्रपलेशन किया है लेकिन आपको उचित सुधार करने की जरूरत है इसलिए बाद में बाउंड्री कोलोकेशन तकनीक विकसित की गई जिसने वास्तव में फाइनाइट बॉडी पॉब्लेम्स का समाधान दिया यहां आपको जो ध्यान रखना होगा वह यह है कि सिंगुलर समाधान पर्याप्त नहीं है हमें इससे कहीं अधिक की तलाश करनी होगी और इसके लिए कई जांचकर्ताओं द्वारा वेस्टरगार्ड के समाधान में संशोधन का सुझाव दिया गया था आप जानते हैं लोगों ने देखा कि हमने किस तरह के अनुमान लगाए हैं क्या हमने सीमा शर्त आदि को पूरा करने में कोई गलती की है इत्यादि हम एक के बाद एक देखेंगे हम सबसे पहले देखेंगे कि वेस्टरगार्ड समाधान से हमें किस प्रकार का परिणाम मिलता है हमने स्ट्रेस फील्ड देखा है और मैं कह रहा हूं कि हम फ्रैक्चर मैकेनिक्स की उन्नति में फोटोएलास्टिसिटी के उपयोग को देखेंगे और इस उद्देश्य के लिए हम फोटोएलास्टिसिटी का उपयोग कैसे करेंगे हमें फ्रैक्चर मैकेनिक्स में स्ट्रेस से जुड़े समीकरणों की उपयुक्तता का पता लगाना है हम इसे कैसे सत्यापित करते हैं हमने प्रारंभिक लेक्चर में देखा है कि फोटोएलास्टिसिटी फ्रिंज कंटूर वास्तव में आइसोक्रोमैटिक्स हैं जो कॉन्स्टन्ट प्रिंसिपल स्ट्रेस डिफरेंस के कंटूर को दर्शाते हैं जिसे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के रूप में भी देखा जा सकता है वास्तव में यह 1 22 है जो आपको आइसोक्रोमैटिक्स के मामले में मिलता है और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को x y24xy2 दिया जाता है क्रैक की समस्या के इस स्तर पर हमारे पास क्रैक टिप के आसपास के क्षेत्र में सिग्मा x सिग्मा y टाउ x y के लिए एक्सप्रेशन हैं तो हम ऐनालिटिकली रूप से गणना करने की स्थिति में होंगे कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या है और मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया इन प्लेन शीयर स्ट्रेस और मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस के बीच अंतर बहुत महत्वपूर्ण ये सभी सूक्ष्म कॉन्सेप्ट्स हैं हम चाहते थे कि इन प्लेन शीयर स्ट्रेस क्रैक एक्सिस के साथ 0 हो हमने इसे संतुष्ट के रूप में देखा लेकिन हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं चाहते थे कमपेरीजन ऑफ़ फोटो इलास्टिक फ्रिंजेस विथ वेस्टरगार्ड इक्वेशन आइए देखें कि हमें किस प्रकार का समाधान मिलता है मैंने पहले इसका उल्लेख किया है यह फ्रिंज पैटर्न की ज्योमेट्री विशेषताएं हैं जिन्होंने शोधकर्ताओं को प्रयोगात्मक रूप से देखे गए फ्रिंज को बेहतर तरीके से मॉडल करने के लिए उपयुक्त स्ट्रेस फील्ड समीकरणों पर पहुंचने के लिए सतर्क किया है जब मैंने यह स्टेटमेंट लिखा आपको देखना होगा कि वेस्टरगार्ड के समाधान के लिए आपको किस प्रकार के फ्रिंज पैटर्न मिलते हैं और किस तरह आपने देखा छोटी क्रैक्स और लंबी क्रैक्स के साथ वास्तविक समस्याओं के मामले में किस तरह की तुलना तब हम निर्णय ले सकते हैं अब मेरे पास यह स्ट्रेस फील्ड समीकरण उपलब्ध हैं जैसा कि मैंने उल्लेख किया है आप मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की गणना कर सकते हैं और इसे एक प्लॉट के रूप में बना सकते हैं और यह एक न्यूमेरिकल प्लॉट है शायद मैं इसे आपके लिए आवर्धन कर सकता हूं मुझे यहाँ क्या मिला फ्रिंज x एक्सिस के प्रति सीमेट्रिक होते हैं फ्रिन्ज y एक्सिस के प्रति भी सीमेट्रिक होते हैं और क्रैक एक्सिस के साथ आपके पास एक कोंस्टनट फ्रिंज ऑर्डर 0 है देखिए हम यह नहीं चाहते थे हमने क्रैक एक्सिस के साथ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 0 नहीं लगाया है हम उस नजरिए से बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़े हैं लेकिन अब हम पाते हैं जब आप कहते हैं कि टाउ xy0 है तो स्वचालित रूप से टाउ मैक्स भी क्रैक एक्सिस के साथ 0 हो जाता है यह भ्रम का सोर्स है न केवल भ्रम का सोर्स बल्कि वह सोर्स जिसके द्वारा लोगों ने प्रक्रिया को देखा और वे एक बहुत ही रोचक अवलोकन के साथ सामने आए देखिए थ्योरी ऑफ़ इलास्टिसिटी के सिद्धांत में कोई भी समस्या नहीं है आप वास्तव में स्ट्रेस फंक्शन पर सवाल उठाते हैं आप एक स्ट्रेस फंक्शन लेंगे और फिर सिग्मा x सिग्मा y टाउ xy को देखेंगे और सीमा स्थिति को संतुष्ट करेंगे इस मामले में हमने वह सब किया है जिसे हमने एक स्ट्रेस फंक्शन के रूप में लिया है यह बाय हार्मोनिक समीकरण को संतुष्ट करता है और हमने सीमा की स्थिति को देखा है यह सभी सीमा शर्तों को पूरा करता है इसलिए हमने गणितीय विश्लेषण में कोई गलती नहीं की है लेकिन अंत में हमें इसका समाधान मिल रहा है मुझे विश्वास है कि आप पहले से ही फोटोइलास्टिक फ्रिंज देख चुके हैं हम उन्हें फिर से देखेंगे उसकी तुलना में कहीं नहीं है और एक और महत्वपूर्ण अवलोकन है क्रैक एक्सिस के साथ आप पाते हैं कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी 0 है मैं सराहना करता हूं कि आप इसका एक स्केच बनाते हैं आपको यह जानकारी अपने नोट्स में उपलब्ध रखनी होगी और मैंने जो कुछ भी कहा है उसका सारांश यहां दिया गया है आइसोक्रोमैटिक्स x और y दोनों एक्सिस में सीमेट्रिक हैं क्रैक एक्सिस के साथ फ्रिंज ऑर्डर 0 है आप जानते हैं ऐनालिटिकल लोगों के लिए जो प्रयोगों के संपर्क में नहीं हैं यह कहना बेहतर है कि क्रैक एक्सिस के साथ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी 0 है जिसका हम इरादा नहीं रखते थे यह आकस्मिक है समाधान कहता है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी 0 है लेकिन आप प्रयोग में जाते हैं तो आप एक अलग पिक्चर देखते हैं ये प्रयोगात्मक फ्रिंज पैटर्न जो आपने पहले देखे थे और ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिन्हें हमने नोट किया है पहला प्रेक्षण यह है कि फ्रिंज आगे की ओर झुके हुए हैं यह एक अवलोकन है दूसरा अवलोकन सूक्ष्म है आपको इसे ठीक से देखना होगा मैं इसका मैक्सिमम पॉइंट जान सकता हूं और यह कोण झुकाव का कोण बदलता रहता है और क्रैक टिप के करीब जाते ही 90 डिग्री तक पहुंच जाता है इसका मतलब है कि फ्रिंज इस तरह झुके हुए हैं और आपने वेस्टरगार्ड के सलूशन में पाया कि फ्रिंज y एक्सिस के प्रति बिल्कुल सीमेट्रिकल है जबकि यहाँ यह आगे की ओर झुका हुआ है मेरा मतलब है कि यह स्क्रीन पर पीछे की ओर झुका हुआ दिखाई देता है तो मुझे ऐसे हाथ रखना चाहिए तो यह आगे झुका हुआ है और एक और सूक्ष्म अवलोकन यह है कि आप पाते हैं कि क्रैक एक्सिस के साथ रंग धीरे धीरे भूरे रंग के कुछ रंगों से बदलता है और अंत में अधिक से अधिक काला हो जाता है जो इंगित करता है कि क्रैक एक्सिस के साथ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस में भिन्नता है यह 0 नहीं है यह आपको ध्यान में रखना है जो इस फ्रिंज पैटर्न में बहुत स्पष्ट नहीं है हम एक और फ्रिंज पैटर्न देखेंगे हम लंबी क्रैक को देखेंगे और इसमें आपको बहुत साफ दिखाई दे रहा है मेरे पास यहां एक लूप है मेरे यहां एक और लूप है तो क्रैक एक्सिस के साथ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस में भिन्नता है तो अगर मैं कहता हूं कि मैंने क्रैक टिप के आसपास के स्ट्रेस फील्ड को समझ लिया है तो मेरे ऐनलिटिकल समाधान को यह भी बताना चाहिए कि यह क्या है तभी ऐनलिटिकल समाधान सही है देखिए प्रयोगवादियों के मामले में हम क्रैक टिप के बहुत करीब नहीं जा सकते हैं और फिर रीडिंग ले सकते हैं क्योंकि क्रैक टिप के बहुत पास में आपको इलास्टिक डेफोर्मेशन होगा और इस क्षेत्र के लिए कोई गणितीय समाधान उपलब्ध नहीं है मैं केवल इस क्षेत्र से एकत्र कर सकता हूं दूसरी ओर लोग संख्यात्मक पद्धतियों पर काम कर रहे थे क्योंकि उन्होंने जोर दिया की क्रैक टिप कैसे व्यवहार करती हैं वे क्रैक टिप के बहुत करीब जा सकते हैं इरविन मॉडिफिकेशन ऑफ़ वेस्टरगार्डस इक्वेशन एंड T स्ट्रेस इसलिए वे वास्तव में हायर ऑर्डर टर्म्स की आवश्यकता के बारे में चिंतित नहीं थे वे सिंगुलर समाधान के साथ आराम से चल रहे थे जो भी हल हमें प्राप्त होता है जिसका टर्म 1r होता है सिंगुलर समाधान कहलाता है इसलिए वे सिंगुलर समाधान के साथ सहज थे केवल प्रयोगवादियों को लगा कि ऐसा नहीं है और हमें इसके बारे में कुछ करना होगा और यदि आप 1952 में ऐतिहासिक विकास को देखें तो वेल्स एंड पोस्ट ने फोटोइलास्टिक का उपयोग करके डायनामिक क्रैक प्रोपोगेशन प्रयोगों का पहला सेट किया इसलिए उन्होंने एक प्लेट को पार करते हुए क्रैक को पकड़ लिया उन्होंने फ्रिंज पैटर्न देखा और उन फ्रिंज पैटर्न में आगे की ओर झुकाव था इन फ्रिंज पैटर्न का विश्लेषण करने की आवश्यकता है इरविन एक बुद्धिमान तर्क के साथ आए कि आपको सिग्मा x स्ट्रेस टर्म में सिग्मा नॉट x टर्म जोड़ना चाहिए उन्होंने बस इतना कहा कि आपके पास माइनस सिग्मा नॉट x 0 0 होना चाहिए और उन्होंने यह तर्क दिया क्योंकि आपके पास यह बाय एक्सियल समाधान के रूप में है इसलिए उन्होंने जो भी प्रयोग किया जो यूनि एक्सियल लोड था उसकी भरपाई करने के लिए उन्होंने इसे जोड़ा सरल तर्कों के आधार पर महान गणितीय विकास के साथ नहीं उसने जो किया वह था उसने बस सीरीज में दूसरा टर्म जोड़ा दूसरे टर्म में केवल सिग्मा x स्ट्रेस टर्म में सुधार होता है जो एक कोंस्टनट मान है अन्य दो मान 0 हैं यह कैसे उचित था यदि आप फ्रिंज पैटर्न को प्लॉट करते हैं जो कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के कंटूर के अलावा कुछ नहीं है वे इस तरह दिखाई दिए यह एक सौभाग्य था केवल एक टर्म जोड़ने पर फ्रिंज आगे झुक गए इतना ही नहीं जैसे जैसे आप क्रैक टिप के करीब जाते हैं मुझे लगता है मैं इसे बड़ा कर सकता हूं फ्रिंज भी सीधे हो जाते हैं जैसा कि प्रयोगों में देखा गया था तो एक झटके में प्रयोगों के दो महत्वपूर्ण अवलोकन संतुष्ट हो गए फ्रिंज आगे झुके हुए थे फिर झुकाव कोण भी सीधा हो रहा है जैसे ही आप क्रैक टिप पर जाते हैं मेरा मतलब है मुझे इसे इस तरह रखना चाहिए आगे झुकना चाहिए और फिर यह क्रैक टिप पर सीधा हो रहा है हम प्रायोगिक फ्रिंज पैटर्न भी देखेंगे तो यह केवल एक टर्म सिग्मा नॉट x जोड़कर ऐनालिटिकल समीकरण के साथ बहुत अच्छी तरह से मेल खाता है लेकिन अगर आप देखें कि क्रैक एक्सिस के साथ क्या होता है जब आप मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए एक्सप्रेशन को देखते हैं तो टाउ स्क्वेअर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस x y24xy2 है यह आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का एक कांस्टेंट मान देता है वेस्टरगार्ड सलूशन के मामले में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 0 था अब यह एक कांस्टेंट मान है लंबी क्रैक्स वाले एक प्रयोग में हमने देखा कि यह अलग अलग है लेकिन फिलहाल के लिए आपको खुश रहना चाहिए जब क्रैक अब कम हो गई है तो हमने एक समाधान प्राप्त कर लिया है जिसका दूसरा टर्म है जिसे प्रयोगात्मक मैकेनिक्स साहित्य में सिग्मा नॉट x के रूप में जाना जाता है संख्यात्मक साहित्य में इसे T स्ट्रेस के रूप में जाना जाता है दरअसल ऐतिहासिक घटनाक्रम पर नजर डालें तो 1977 में ही FT सुब्रमण्यम और लीबोविट्ज़FT Subramanian and Leibovitz ने कम से कम दूसरे टर्म के अस्तित्व पर ऐनलिटिकल तर्क के साथ विचार किया और अब लोग T स्ट्रेस के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और साथ ही वे इसका उपयोग फ्रैक्चर के लिए भी क्रायटेरिआ का पता लगाने के लिए कर रहे हैं लेकिन अगर आप 1957 में साहित्य को देखें तो विलियम्स एक आईगेन वैल्यू समाधान लेकर आए वास्तव में सीरीज में इसकी कई टर्म्स थीं और दूसरे टर्म में यह कॉन्स्टन्ट स्ट्रेस मान था दरअसल लोगों ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया यही आश्चर्य है क्योंकि वेस्टरगार्ड का समाधान इतना लोकप्रिय था इसे 1939 में पेश किया गया था और इतना ही नहीं विभिन्न समस्याओं के लिए वे ऐनालिटिकल एक्सप्रेशन प्राप्त कर सकते थे लोगों ने उनके योगदान पर अधिक ध्यान दिया और विलियम्स के योगदान पर ध्यान नहीं दिया गया मुख्य रूप से क्योंकि ऐनालिटिकल और न्यूमेरिकल लोग सिंगुलर समाधान से खुश थे क्योंकि वे क्रैक टिप के बहुत करीब जा सकते थे प्रयोगवादी इससे खुश नहीं थे यह केवल प्रयोगवादी हैं जिन्होंने शुरू में हायर ऑर्डर टर्म्स पर विचार करने की जरूरत और आवश्यकता पर जोर दिया इरविन का संशोधन है कम से कम आपके पास सिग्मा x स्ट्रेस टर्म में सुधार होना चाहिए वर्क ऑफ़ टाडा पेरिस एंड इरविन इसलिए जैसा कि मैंने उल्लेख किया था फ्रिंज आगे की ओर झुके हुए हैं जैसा कि प्रयोग में है और आप कह सकते हैं इरविन का संशोधन यथोचित रूप से छोटी क्रैक्स में स्ट्रेस फंक्शन को मॉडल करता है तो यह एक सुविधा है तो वेस्टरगार्ड समाधान उपयोगी था हम स्ट्रेस फंक्शन प्राप्त करने में सक्षम थे हमने केवल प्रथम पद को देखा है वास्तव में आपको इसे टर्म्स की एक सीरीज के रूप में देखना चाहिए और लोगों ने प्रयास किया कि वे किस तरह के प्रयासों को देखते थे किस तरह का कुल सरलीकरण हमने करने का प्रयास किया यदि आप समाधान विकास को देखते हैं ओरिजिन स्थानांतरण में हमने क्या किया हमने बस इतना कहा कि z0 a की तुलना में बहुत छोटा है इसे हटाया जा सकता है और यह टाडा पेरिस और इरविन द्वारा किया गया था इसलिए लोगों ने उन्हें ठीक करने के लिए हर संभव हथकंडा आजमाया आपने बस z0a को a के रूप में और z02a को 2a के रूप में संशोधित किया है इसे इस तरह लेने के बजाय आप डिनोमिनेटर को बाएनोमिअल सीरीज के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और आपको एक सीरीज समाधान मिल रहा है कम से कम समाधान का रूप लिखने का प्रयास करें यदि पूर्ण समाधान नहीं है इस बाएनोमिअल हल का रूप लिखने का प्रयास कीजिए आप जानते हैं यह उन लोगों के लिए सुविधाजनक है जो ऐनालिटिकली केंद्रित हैं कि मेरे पास सीरीज में कई टर्म हैं इसलिए अगर मैं कई टर्म्स लेता हूं तो यह क्रैक टिप जोन के पास और बड़े क्षेत्रों को मॉडल करेगा एसा नही है यह एकमात्र स्थान है जहां हमने अनिर्मित सरलीकरण किया था आप एक बेहतर प्रकार के गणित में डालते हैं फिर आप जो पाते हैं वह है हालांकि यह यहां नहीं दिखाया गया है अवलोकन है जब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को देखते हैं तो यह क्रैक एक्सिस के साथ कोई फ्रिंज ऑर्डर नहीं होने की भविष्यवाणी करता है यानी यह उपयोगी नहीं है इसलिए केवल गणित में संशोधन से कोई बेहतर समाधान नहीं निकला है तो आपको मौलिक रूप से देखना होगा कि हमें क्या करना है तो केवल इस तरह की समस्या में हम पाते हैं यहां तक कि हम वापस जाते हैं और स्ट्रेस फ़ंक्शन पर सवाल उठाते हैं और स्ट्रेस फ़ंक्शन को संशोधित करते हैं जिसे मैं कुछ और कक्षाओं के लिए स्थगित कर दूंगा क्योंकि हम अन्य महत्वपूर्ण परिणामों को देखेंगे फिर इसमें शामिल होंगे तो इस क्लास में हमने जो देखा वह था हमने मोड I प्रकार की समस्याओं में बहुत निकट टिप स्ट्रेस फील्ड समीकरण विकसित किया हैं हमने स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर की परिभाषा को देखा है हमने यह भी देखा कि स्ट्रेस फील्ड जो हमने प्राप्त किया है वह क्रैक टिप के बहुत करीब मान्य है यदि आप प्रयोगों में छोटी क्रैक्स का भी विश्लेषण करना चाहते हैं तो मुझे कम से कम एक दूसरा टर्म चाहिए जिसे इरविन ने पेश किया था और हमने यह भी नोट किया है कि आपको और अधिक मौलिक रूप से देखने की आवश्यकता है क्या इस समस्या के लिए हमने जो स्ट्रेस फंक्शन लिया है वह फोटोइलास्टिक प्रयोगों में आपके सामने आने वाली विशेषताओं की व्याख्या करने के लिए वैध है